वेक्यूम की मेजरमेंट अब तक हमने वायुमंडलीय प्रेशर तथा कुल प्रेशर को देखा है Iअब हम वैक्यूम की मेजरमेंट के बारे में चर्चा करेंगे I जब कभी भी दबाव वातावरण के दबाव से नीचे होता है तो उसे हम कम दबाव अथवा वेक्यूम प्रेशर कहते हैं I जब कभी वैक्यूम शब्द का इस्तेमाल होता है तो इसका अर्थ होता है की गेज प्रेशर नेगेटिव है I तो जब भी गेज प्रेशर नेगेटिव होगा तो इसे वेक्यूम कहा जाएगा I हालांकि वायुमंडलीय प्रेशर एक आधार का काम करता है तथा एब्सलूट प्रेशर सकारात्मक होता है I कम प्रेशर को मापना मध्यम प्रेशर से अत्यंत कठिन होता है I इसलिए जो कुछ भी प्रेशर में ज्यादा होगा वह हमारे लिए आसान होगा और जो कुछ भी वायुमंडलीय प्रेशर से कम होगा वह हमारे लिए कठिन होगा I मक्लिओद गेज जिसे हम कंप्रेशन गेज के नाम से भी जानते हैं को हम कम प्रेशर की गैस को संपीड़ित कर उसका वेक्यूम मेजरमेंट कर सकते हैं I फंसी हुई गैस एक कैपिलरी ट्यूब में संकुचित हो जाती है वैक्यूम को पारा के स्तंभ की ऊंचाई को मापने के द्वारा मापा जाता है कुछ व्यवस्था इस प्रकार नजर आती है I आप इस में देख सकते हैं यह बल्ब है यह कैपिलरी है जो इसके साथ जुड़ी हुई है इसके बाद आप देख सकते हैं जैसे वैक्यूम स्रोत हमारे पास यहां पर क्रमांक दिए गए हैं I यह कैपिलरी A तथा यह B और यह है C I C चल संसाधन है और आप यहां O पर इसे खुले हुआ देख सकते हैं I वैक्यूम यहां पर लगाया जाता है I चलिए इसे मापने की कोशिश करते हैं I मैकलोड गेज बोयलेस लॉ Boyle's Law पर कार्य करता है जिसमें कहा गया है कि कम दबाव वाली गैस के ज्ञात आयतन को एक उच्च दाब पर संपीड़ित करके परिणामी मात्रा और दबाव को मापकर प्रारंभिक प्रक्रिया की गणना की जा सकती है जो बॉयल का नियम था

जब 2 फिलामेंट का प्रतिरोध मापा जाता है तो एक रेजिस्टेंस ब्रिज कार्यरत होता है ब्रिज किसी प्रेशर के संदर्भ दबाव में संतुलित है और शेष करंट का उपयोग अन्य सभी कीमती वस्तुओं के रिलेटिव प्रेशर के माप के रूप में किया जाता है यह भी बहुत महत्वपूर्ण है तो यह था कि किस प्रकार पिरानी गेज वैक्यूम स्रोतब्रिज सर्किट तथा फिलामेंट जिसे गर्म किया जाता है यहां पर हैं I तो आप एक निरंतर ऊर्जा को मापने की कोशिश करते हैं या आप ऊर्जा को बदलने की कोशिश करते हैं या वोल्टेज को मापने के लिए जो कुछ भी ठीक है तो पिरानी गेज परिवेश तापमान के मुआवजे के साथ आप यहां एक वैक्यूम देख सकते हैं I तो यहाँ एक ऊर्जा युक्त है एक उर्जा युक्त का उत्पादन एक वाल्टमीटर से जुड़ा होता है और फिर इसे दूसरे ऊर्जा तत्व से जोड़ा जाता है तो यह गेज है यह सील किया हुआ कि इवकेटेड गेज है तो आपके पास रजिस्टेंस बन चुका है और यह वोल्टेज है तो आप इस पिरानी गेज को परिवेश के तापमान परिवर्तन के मुआवजे के साथ देखते हैं अगला आयनाइजेशन गेज है आयनाइजेशन गेज को मध्यम और उच्च वैक्यूम माप के लिए नियोजित किया जाता है ये गेज तटस्थ गैस अणुओं को सकारात्मक चार्ज या आयनाइडे गैस अणुओं में परिवर्तित करते हैं आयनाइजेशन क्या है मुझे लगता है कि 2 पोटेंशियल सकारात्मक नकारात्मक हो सकती हैं इसे एक कंटेनर के अंदर रखें और बिजली चालू करें तो देखिए कि आयनाइजेशन क्या होता है जब गैस न्यूट्रल गैस के कणों को सकारात्मक में बदलती है तब हम आयनाइस्ड गैस कणों का इस्तेमाल करते हैं गेज को थर्मियोनिक गेज के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन गर्म तंतु या पदार्थ से उत्सर्जित होते हैं उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को थर्मस या थर्मली उत्सर्जित आयन के रूप में जाना जाता है थर्मोनिक उत्सर्जन का सिद्धांत इलेक्ट्रॉनिक वैक्यूम ट्यूबों में कार्यरत है जब टंगस्टन फिलामेंट को बहुत उच्च तापमान पर बहुत उच्च करंट भेजने से गर्म किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन पर्याप्त ऊर्जा प्राप्त करते हैं और जगह बदल लेते हैं I गर्म कैथोड आयनाइजेशन गेज एक विद्युत क्षेत्र में ऊष्मीय कैथोड से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करता है इसलिए वे यह कहना चाह रहे हैं यह नकारात्मक है यह सकारात्मक है तो यह एक वैक्यूम के अंदर है और आप बहुत सारे वोल्टेज या करंट लगाते हैं तो वहाँ आयनाइजेशन हो रहा है यह आयनाइजेशन हर जगह फैल सकता है इसलिए मैं यहां करता यह हूं कि मैंने उसके चारों ओर एक चुंबकीय कुंडली या एक विद्युत क्षेत्र डालने की कोशिश की और सुनिश्चित करें कि वे केंद्रित हैं ये इलेक्ट्रॉन गैस के अणुओं से टकराते हैं और उन्हें आयनित करते हैं फिलामेंट के संदर्भ में एनोड और ग्रिड क्रमशः नकारात्मक और सकारात्मक क्षमता पर हैं I गैस के अणु गर्म फिलामेंट से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों से टकराते हैं और अनोनीज़ेड हो जाते हैं सकारात्मक आयन नकारात्मक चार्ज किए गए एनोड की ओर बढ़ते हैं इस प्रकार एक अनोनीज़ेड करंट सर्किट के माध्यम से बहती है जो गेज में पूर्ण गैस के प्रेशर का एक उपाय है एब्सलूट गैस प्रेशर इस समीकरण द्वारा दर्शाया जाता है जब तक पोटेंशियल और ग्रिड सर्किट करंट या इलेक्ट्रॉनिक करंट अपरिवर्तित रहता है तब तक एब्सलूट गैस प्रक्रिया आयनाइजेशन करंट के समानुपाती होगी ट्रायोड असेंबली में उपयोग किया जाने वाला फिलामेंट बेरियम और स्ट्रोंटियम ऑक्साइड के शुद्ध या थोरिअटेड टंगस्टन या प्लैटिनम मिश्र धातु कोटिंग से बना है तो ये ऐसी सामग्रियां हैं जो वैक्यूम मापने वाले गेज के लिए उपयोग की जाती हैं एक और गेज को नॉड्सन गेज के रूप में कहा जाता है यह बहुत कम प्रेशर को मापने के लिए नियोजित उपकरण है मापा गया प्रेशर वैन और गर्म प्लेटों के बीच आणविक घनत्व के संवेग के शुद्ध दर का एक कार्य है जो विभिन्न तापमानों पर होता है तो यह वह सिद्धांत है जिस पर नुड्सन गेज काम करता है प्रेशर को पंप के वेनों और विभिन्न तापमानों पर रखी जाने वाली गर्म प्लेट के बीच आणविक घनत्व की गति के परिवर्तन की शुद्ध दर के कार्य के रूप में मापा जाता है इसी क्रम में गैस के प्रेशर और तापमान को ठीक कर सकता है मुझे चित्र बनाने दें ताकि आपको बेहतर समझ हो यह फिलामेंट का निलंबन होगा I यहाँ यह प्लेट 1 है यह वेन 1 है और यह वेन 2 प्लेट 2 शीर्ष एक है और यहाँ मैंने प्लेट संलग्न की है I प्लेट 1 पीछे है और यहाँ प्लेट 2 आगे है और वेन पीछे है I यहाँ दर्पण है और यह इसका ग्रेजुएशन स्केल है यह एक पैमाना है तो यह कैसे नॉड्सन गेज काम करता है मान लीजिए वैन का तापमान Tg है Iक्योंकि तापमान में अंतर है इसलिए गैस के अणु ठंडे वैन के साथ टकराते हैं I गैस की काइनेटिक थ्योरी के अनुसार अनु की गति बहुत ज्यादा होती है उन अनु से जो वेन को छोड़ रहे होते हैं I दर्पण की एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमें कुल मोमेंटम जो की वेन को प्राप्त हुई है क्योंकि गति में अंतर है देती है I प्रस्तुत समीकरण हमें गैस के प्रेशर को तापमान तथा बल में दर्शाती है यह समीकरण छोटे तापमान अंतर के लिए इस्तेमाल की जा सकती है T Tg तो नॉड्सन गेज का मुख्य लाभ यह है कि यह एब्सलूट प्रेशर देता है और इसे कैलिब्रेट करने की आवश्यकता नहीं है यह बहुत उच्च प्रेशर वाले वातावरण में बहुत उपयोगी होते हैं उच्च प्रेशर माप में विशिष्ट उपकरणों के उपयोग की आवश्यकता होती है सबसे लोकप्रिय डिवाइस है ब्रिजमैन गेज जो कि 1 लाख वायुमंडल तक उच्च प्रेशर को माप सकता है पारंपरिक ब्रिज सर्किट को रजिस्टेंस में परिवर्तन को मापने के लिए नियोजित किया जाता है जिसे लगाए गए प्रेशर के संदर्भ में कैलिब्रेट किया जाता है और समीकरण द्वारा दिया जाता है यहां एक एटमॉस्फेरिक पर रेजिस्टेंस है प्रेशर केफीसिएंट रेजिस्टेंस तथा गेज प्रेशर है ब्रिजमैन को लगातार कैलिब्रेशन की आवश्यकता होती है क्योंकि उम्र बढ़ने एक समस्या है और पिछले नूडसन गेज में कोई कैलिब्रेशन आवश्यक नहीं है एक द्रव प्रवाह माप जो अब तक हमने देखा था वह केवल हवा रूप में था अब हम तरल पदार्थ देखने की कोशिश करेंगे प्रवाह की गति को मापने वाले द्रव प्रवाह के माप सतह के तैरने की प्रगति के समय से की जा सकती है प्रवाह की औसत गति की गणना लगभग सतह की गति से की जा सकती है उदाहरण के लिए यदि पानी बह रहा है और उसके ऊपर आप एक छोटा सा कागज डालते हैं और आप उसे समय देते हैं अब यह शुरू होता है और फिर आप पानी के वेग के 100 मीटर आगे जाते हैं प्रवाह की गति की प्रगति को हम सरफेस प्लॉट में दिखा सकते हैं प्रवाह की औसत गति की गणना सतह की गति से लगभग की जा सकती है साल्ट गल्फ इंजेक्शन विधि जिसमें केवल नमक की थोड़ी मात्रा की आवश्यकता होती है एक हाथ से आयोजित मीटर और स्टॉपवॉच तो मापी गई नमक के घोल मात्रा V u को बनाया जाता है आम तौर पर एक छोटी नदी के कुछ अक्षर शायद 1 लीटर या उससे कम कंडक्टिविटी की रीडिंग की एक समय अंतराल पर जैसे 5 सेकंड अथवा 10 सेकंड पर गणना की जाती है तो प्रवाह इस समीकरण द्वारा दिया जा सकता है प्रवाह की निगरानी के लिए अल्ट्रासोनिक विधि के उपयोग में एक अल्ट्रासोनिक ट्रांसड्यूसर और प्रवाह के पार एक रिसीवर की स्थापना होती है जिसमें नदी के एक तरफ उपकरणों के साथ दूसरी तरफ बहाव होता है तो हम उस वेलोसिटी को देखते हैं जिस एंप्लीट्यूड के साथ ध्वनि यात्रा करती है और वापस आती है इसलिए पिच और कैच के साथ हम यह पता लगाने की कोशिश कर सकते हैं कि वेग क्या है जब ध्वनि की लहर ऊपर की ओर से नीचे की ओर स्टेशन पर प्रसारित होती है तो ध्वनि की लहर नीचे की ओर से ऊपर की ओर जाने से तेज यात्रा करती है पानी की गति की गणना करने के लिए समय अंतर का उपयोग किया जाता है संभावित है यहां एरर हो सकते हैं लेकिन फिर भी लोग इसे बॉलपार्क आंकड़ा के लिए करते हैं एक पाइप में स्थिर प्रवाह यह बहुत सामान्य प्रयोग है जहां लोग फ्लूड मैकेनिक करते हैं प्रेशर ड्रॉप गति वर्ग के अनुसार होता है इसलिए एक औसत स्थिर रीडिंग गति के औसत मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है जबकि औसत प्रवाह औसत गति पर निर्भर करता है न कि वर्ग गति पर इसलिए इस विशेष व्याख्यान में हमने जो देखा उसे याद करने के लिए प्रेशर माप मैनोमीटर के प्रकार ट्रांसड्यूसर के प्रकार गेज के प्रकार और वैक्यूम की माप शामिल हैं वहाँ प्रवाह माप भी है लेकिन हम खुद को वैक्यूम तक सीमित कर रहे हैंI इस चित्र की सामग्री प्रेशर माप मैनोमीटर के प्रकार विभिन्न प्रकार के ट्रांसड्यूसर गेज के प्रकार और वैक्यूम की माप को दर्शाती है